हम बता रहे थे कि अगर आप कोलेजन के मॉलिक्यूल का की संख्या यहां पर बढ़ा देते हैं और आप एक जेल बनाना चाहते हैं तो यह एक 3 डाइमेंशनल असेंबली बन जाएगी और आप इसके अंदर सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं अब आपके विकल्प क्या है कि सेल्स को इस तरह से रख सकते हैं जो एक तरह से जगह को बर्बाद करने वाली बात होगी तो शायद आप ही चाहेंगे कि सेल्स इस जेल के अंदर घुस जाए और थ्री डाइमेंशनल हो जाएं क्योंकि जब भी आप सेल्स को इस तरह से ऊपर की सतह के ऊपर लगाते हैं तो आपको पता है कि सेल सिर्फ एक ही जगह पर एक ही बिंदु पर इंटरेक्ट करते हैं या कांटेक्ट रखते हैं यह थोड़ा बहुत कांटेक्ट उनका आपस में होता है लेकिन इसमें वह 3 डाइमेंशनल फीचर या 3 डाइमेंशनल सिग्नलिंग नहीं हो पा रही है जो मैं करना चाह रहा था इसके लिए एक 3 डाइमेंशनल सिगनेचर अगर आप 3 डायमेंशन सिग्नेचर करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पूरे सिस्टम की पोरोसिटी को नियंत्रित करें पूरे सिस्टम की पोरोसिटी जब हम सिस्टम की पोरोसिटी की बात करते हैं तो हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप इन सेल्स की तरफ देखते हैं यह जो काले रंग के हैं यह इन खाली जगहों के अंदर घुस नहीं पाते इन खाली जगहों को मैं दूसरे रंग से दर्शाता हूं अब आप देख पाएंगे कि यह सिर्फ इस सरफेस के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं अब आप यह कर सकते हैं की इन मॉलिक्यूल की पोरोसिटी को बदल सकते है तो अब इस पोरोसिटी को बदलने के लिए यह समझिये कि ये जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा दूर जा रहे हैं अब देख रहे हैं कि मैं मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर खींच रहा हूं तो अब मैं यह कह से सुनिश्चित करूं कि इन मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हो आप समझ रहे हैं ना कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है ऐसा करने के लिए आपको मॉडलरी मॉलिक्यूलर हैंडल की आवश्यकता है मैं यहां खड़ा हूं मैं आप को छूना चाहता हूं तो यहां देखिए मेरी बाजू पूरी तरह से फैली हुई है तो एक और बाजू आती है और मैं इस तरह से कपल कर लेता हूं तो अगर यहां एक मॉलिक्यूल खड़ा है और दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर है तो मेरे पास कपलर है तो अब आपको कुछ ऐसे कपल्स की आवश्यकता है जो एक तरह का नेटवर्क या मास या जाल बना देंगे इस तरह से आपको एक और नया घटक पेश करना होगा एक हैंडल जो इस तरह का जाल बनाएगा अब आप इसे देखते हैं अब आप उन सेल्स को रख रहे हैं जिन्हें आप यहां रख रहे हैं उनमें से कुछ इस तरह से अंदर हो रही हैं इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह से अब क्या आप इस चित्र से इस चित्र की तुलना कर सकते हैं तो अब जब आप सिस्टम के पोरोसिटी की बात करते हैं इसका मतलब है अब मैं इसमें एक और डायमेंशन जोड़ रहा हूं कि आपके पास जेल से बाहर निकलने के लिए जब आप चाहते हैं कि आपके पास पोरोसिमीटर हो तो अब आप देखते हैं कि आपके मस्तिष्क में सिस्टम धीरे धीरे कैसे विकसित हो रहा है इसलिए सबसे पहले हमने यहां AFM के साथ सरफेस एनालिसिस के बारे में बात की जो यहां भी लागू होगा हम सरफेस एनालिसिस करने के लिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का उपयोग करेंगे यहाँ भी आपको कॉन्टैक्ट एंगल मेजरमेंट का उपयोग करना होगा यह देखने के लिए कि यह जेल सतह पर कैसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि अन्यथा यदि सतह अनुमति नहीं देती है और तब माध्यम रिक्त स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर कॉन्टैक्ट एंगल मेजरमेंट आता है एक बार कॉन्टैक्ट एंगल मेजरमेंट करने के बाद आपको एक एक्सपीएस करना चाहिए जो आपको नेटिव जेल की सरफेस करैक्टरिस्टिक्स देगा इसलिए मैंने अभी अभी सेल्स को डाला है लेकिन भ्रमित मत होइए आपका नेटिव जेल कुछ इस तरह से था कि इस चीज को फिर से एक बार फिर से तैयार करना है जिससे आप भ्रमित नहीं होंगे तो यह विभिन्न प्रकार के पोरोसिटी के साथ है तो आपके पास इस तरह का सरफेस है और यहां पर इंटरेक्शंस है तो आप पोरोसिटी मेजरमेंट्स किस तरह से करते हैं जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है तो तीसरी बात पोरोसिटी है तो आप पोरोसिटी कैसे तय करते हैं बहुत आसान है इसे समझने की कोशिश कीजिए इन चीजों पर रखता मत लगाइए अपने तर्क का प्रयोग कीजिए तो अब आप क्या करेंगे इस तरल पदार्थ का एक निश्चित मात्रा लेंगे यह तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है लोग पारे का उपयोग करते हैं कुछ लोग पोर्सिमेट्री के लिए CDS का उपयोग करते हैं किसी साधारण चीज का प्रयोग करने की कोशिश करें आप एक साधारण तरल का प्रयोग करें उसकी एक निश्चित मात्रा को लें यहां पर मैं ले रहा हूं अब एक बार आप जब इस तरह पदार्थ को इन खाली जगहों में फिर से भिगोने की अनुमति देते हैं तो आपने कितना तरल पदार्थ लिया था वह सारा का सारा इसमें नहीं जाएगा कुछ तरल पदार्थ सिस्टम में चला जाएगा बाकी तरल पदार्थ बाहर रह जाएगा अब इसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितना तरल पदार्थ सिस्टम में गया है तो आप यह देख सकते हैं कि जो तरल पदार्थ बाहर बाकी रह गया है वह सारा तरल आपके लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वह सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा है तो आप इसे हटा सकते हैं अब इस तरह पदार्थ की मात्रा को आपकी पहले ली हुई तरल पदार्थ की मात्रा में से यदि घटा दें तो आपको वह मात्रा मिल जाएगी जो हमारे सिस्टम के अंदर गई है तो यहां पर यह नीले रंग से दर्शाया है जो हमने पहले लिया था और अब यह बचे हुए को उसमें से घटाया तो हमें उतनी मात्रा मिल गई जो सिस्टम के अंदर गई है अब इस सिस्टम में आप कोलेजन की डाइमेंशन जानते हैं और कोलेजन के कुल मॉलिक्यूल की संख्या जानते हैं और अगर आपको कोलेजन मॉलिक्यूल की संख्या पता है जो कि आपको अवश्य पता है तो आप इससे गणना कर सकते हैं कि कितने कंसंट्रेशन से आपने शुरुआत की थी और जो इसकी डायमेंशन साहित्य में मौजूद है उनके अनुसार आपको पता है कि कोलेजन मॉलिक्यूल की डायमेंशन क्या है और आपको यह पता है कि आपने कॉलेज इन की कितनी मात्रा का प्रयोग किया है तो आप इससे गणना कर सकते हैं कि कोलेजन कितना स्थान ले रहा है आपके पास यह वैल्यू है आप यह जानते हैं कि छिद्र का स्थान कितना है यह इस गणना को करने का सबसे सरल तरीका है इसकी जटिलता में ना पड़े यह बहुत ही सरल तकनीक है लेकिन आपको इसके लिए बस अपना दिमाग लगाना होगा अब आप अपनी थ्री डाइमेंशनल मैट्रिक्स की पोरोसिटी को बदल सकते हैं मॉलिक्यूल के आकार के आधार पर तो आपको सब चीजों को ध्यान में रखना होगा कि आपके पास इतना बड़ा सेल हो सकता है या फिर इतना छोटा सा हो सकता है या फिर इससे भी छोटा साल हो सकता है तो आपके सेल के आकार पर निर्भर करता है कि आप किस पोरोसिटी का उपयोग करने जा रहे हैं या सेल का आकार के आधार पर ही आपके सिस्टम की पोरोसिटी निश्चित होगी तो पोरोसिटी आपके सेल के आकार के ऊपर निर्भर करती है तो अगर आपको सेल के आकार के बारे में पता है तो आपको पोरोसिटी के बारे में भी पता चल जाएगा तो चलिए मैं इस सारे को एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूं क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले सरफेस एनालिसिस या फिर आपके मटेरियल का एनालिसिस करने के लिए आप AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कॉपी का प्रयोग करेंगे इससे आपको आपकी सरफेस का खुरदरापन या चिकनाई जैसे भी आप कहना चाहे के बारे में पता चल जाएगा इसके बाद जो आप कर सकते हैं यहां सिर्फ में चिन्हित करूंगा कॉन्टैक्ट एंगल मेजरमेंट और इसके बाद आप करेंगे सरफेस केमिकल एनालिसिस तो जब आपके पास एटॉमिक या एलिमेंटल मैपिंग और माप है तब अगर आप के पास जेल या 3 डाइमेंशनल मेटीरियल है तो पोरोसीमेट्री कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास इतनी अलग अलग तरह की तकनीक है और आप किस प्रकार के सर के साथ काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी पोरोसिटी बदल सकते हैं और केवल इस लिए ही नहीं आप ऐसी 3 डाइमेंशनल मैट्रिक्स बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो सके क्योंकि इस प्रकार के सूक्ष्म पर्यावरण में यदि आप इस सूक्ष्म पर्यावरण का आंतरिक भाग देखते हैं तो वहां पर कई तरह के मेटाबॉलिट्स CO2 के रूप में निकलते हैं और सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो गैसीय प्रसार प्रक्रिया गैसीय विनिमय या गैसीय प्रसार प्रक्रिया एक इष्टतम स्तर पर होती है तो इन साधारण सी भौतिक तकनीकों का इस्तेमाल करके आप निश्चय ही अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं आप अपनी खुद की समस्याओं को अपने खुद के समय प्रयोगों को लक्षित कर सकते हैं क्योंकि देखें आप सभी अलग अलग जगह काम करेंगे और जब तक कि आपको जो औजार आपके पास है उनके बारे में नहीं पता होगा तो आप अपने अनेकों प्रश्न जिनके आप उत्तर खोजना चाहते हैं उनके उत्तर नहीं खोज पाएंगे जैसे यह मैं कैसे कर सकता हूं क्या इसके लिए कोई तकनीक है हां है पर उसके लिए आपको तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए तो मुद्दे पर वापस आ जाते हैं हमने कोलेजन के बारे में बात की थी तो आप बना सकते हैं तो हमने बात की थी कि आप कोलेजन की पतली बना सकते हैं या आप उस कोलेजन की पतली जेल बना सकते हैं या आप कोलेजन की मोटी जेल बना सकते हैं और जब आप मोटी जेल बनाते हैं या की पतली जेल बनाते हैं तो आप उसकी पोरोसिटी को उस मटेरियल की पोरोसिटी को भी बदल सकते हैं और पोरोसिटी को बदलकर आप बहुत सारे अन्य काम भी कर सकते हैं इसी विषय पर आगे सोचते हुए उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि आपके सर को एक धीरे रिलीज होने वाले मटेरियल या धीरे रिलीज होने वाली ड्रग से एक्सपोज किया जाए तो आप अपने मटेरियल को या उस विशिष्ट ड्रग को इस तरह की जेल के अंदर बंद कर सकते हैं और आप सेल्स को उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं उदाहरण के लिए उनमें से एक तकनीक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वह है इसे बस इस तरह से कल्पना कीजिए तो आपका ड्रग मॉलिक्यूल यहां पर है और उसके ऊपर यह जेल जैसी मैट्रिक्स है जो कि यहां पर है और हमारे पास बहुत ही पतली और बहुत ही कम पोरोसिटी है और बहुत ही धीरे धीरे निकालने वाली अवस्था है मान लीजिए कि आप इस पोरोसिटी को नियंत्रित कर सकते हैं तो इसके ऊपर आप यहां पर सेल्स डाल देते हैं अब यह सेल्स इस विशिष्ट ड्रग से बहुत ही धीरे धीरे एक्सपोज़ होंगे क्योंकि पोरोसिटी बहुत ही कम है तो पोरोसिटी के कम होने से ड्रग का निकलना स्वत ही धीरे हो गया पोरोसिटी के आधार पर विभिन्न तरह की जेल बना सकते हैं पतली जेल मोटी जेल संरचना में भी भिन्न जेल इतनी ही बात नहीं है दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास एक और तकनीक है जिसका प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है तो उदाहरण के लिए आप इस तरह की एक छिद्र युक्त संरचना बनाते हैं यहां पर यह एक भिन्न प्रकार का इंटरेक्शन है उदाहरण के लिए मैं इससे सरफेस स्ट्रक्चर कहता हूं और आपके पास यहां पर यह हैंडलर मॉलिक्यूल हैं जो इसे यहां पर जुड़े हुए हैं और यहां पर यह बहुत सारे हैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं यह मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा आप कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग कर सकते हैं आप एक अलग तरह की एचिंग इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस जेल को 3 डायमेंशन में काट कर इसके अंदर की संरचना को देख सकते हैं मैंने ऐसा अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का प्रयोग करके किया तो यह वह बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक के हैं जहां पर लोग सेल और सबस्ट्रैट के बीच के इंटरेक्शंस को बहुत गहनता से देखते हैं मैं अभी शुरुआती चरण में ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि आप इन अलग अलग तरह के औजारों को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं तो अब हम जब कॉलेज इन की बातचीत कर चुके हैं तो अगली बारी लेमिनिन की है परंतु लेमिनिन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे पहले इंटरेक्शन की इस इंटरेक्शन की जो इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन होता है जिसके बाद सेल्स एक्सट्रेसेल्यूलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं जिससे सेल सरफेस के साथ जुड़ जाता है इससे जुड़ाव और मजबूत हो जाता है अब इस स्लाइड में मैं आपको यह एक साथ दिखाऊंगा और आपको यह स्थिति समझने में मदद करूंगा जब कोलेजन यहां पर है तो कोलेजन उनको यहां पर मैंने हरे रंग से दर्शाया है कोलेजन अपने आप में एक तैरती हुई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कोलेजन के सरफेस पर अपने खुद के रिसेप्टर्स हैं और वे इस प्रकार से इंटरेक्ट और बॉन्डिंग करते हैं तो यहां अटैचमेंट के लिए इस हिस्से पर निर्भर नहीं कर रहे हैं आप केवल इस हिस्से पर निर्भर करते हैं तो इसका मतलब है कि इस अटैचमेंट की फाॅर्स डायनामिक्स बदलने वाली है और यह आवश्यक है कि आप इसमें फर्क कर सकें आपको सेल सरफेस इंटरफेस पर होने वाले अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस के बीच में फर्क करना आना चाहिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि आप लोग इस इंटरेक्शन को समझे कि कौन कौन सी फोर्सेज इसे नियंत्रित करती हैं यह फोर्स यह वाली फोर्स और इसके बारे में पूरा ज्ञान हुए बिना आप इस विषय को इसकी गहराई तक समझ नहीं पाएंगे अब इसी बात में हम लैमिनिन के बारे में बात कर सकते हैं लैमिनिन के इंटरेक्शन अधिक सामान्य होते हैं लैमिनिन के अपने अलग तरह के इंटरेक्शन होते हैं अगर आप इस सेल की ओर देखते हैं यहां पर और आपके पास एक ग्लास का सबस्ट्रेट सरफेस है जिस पर आप लैमिनिन मॉलिक्यूल की कोटिंग करते हैं आपके सेल के सरफेस पर लैमिनिन के अपने इंटीग्रल रिसेप्टर्स है तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होता है यह आपका सेल है तो यहां पर आपका सेल है और यहां पर लैमिनिन है और यहां पर सेल सरफेस के ऊपर इंटीग्रल रिसेप्टर्स है और इंटीग्रिंस और लैमिनिन के बीच में इंटरेक्शन यहां पर होता है यहां यह इंटरेक्शन जो है यह सेल को लैमिनेटेड सरफेस से अटैच होने में मदद करता है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लैमिनिन मॉलिक्यूल को ग्लास सरफेस पर अडहियर करवाना एक बड़ा कठिन काम है तो अगर आप लैमिनिन को एक्सट्रेसेल्यूलर मैट्रिक्स की तरह प्रयोग करना चाहते हैं और सरफेस को लैमिनिन से कोट करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विचार होगा कि आप उस ग्लास को ले और अवश्य ही हमें ग्लास के बारे में भी थोड़ी बातचीत करनी है तो आप उस ग्लास सबस्ट्रेट या पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट जिसका भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उस को लेंगे और उसे एक अन्य प्रोटीन में डालेंगे जिसे ऑर्निथिन कहते हैं तो आपके पास ऑर्निथिन की एक कोटिंग कुछ इस तरह से है ऑर्निथिन की कोटिंग इस तरह की है ऑर्निथिन के ऊपर आप लेमिनेन की कोटिंग करेंगे इतना विश्वास नहीं करें कि लेमिनिन सीधे ग्लास के सब्सट्रेट पर अडहियर करेगा अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस प्रयोग को कई बार आजमाया है और ज्यादातर समय मैं असफल रहा हूं क्योंकि लेमिनेन में यह अजीबोगरीब बात है और ये इंटरैक्शन इतना आसान नहीं है कि आप कंप्यूटर पर बैठकर भविष्यवाणी कर सकते हैं और ओह आपको पता है कि यह इंटरैक्शन करने जा रहा है यह वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब तक आप जमीनी वास्तविकता पर नहीं होते हैं तो अगर आप पुरानी किताबें या पुरानी मैनुअल को देखते हैं तो आप देखेंगे की पुरानी परंपराओं वाले वरिष्ठ लोगों ने पहले से ही बड़े स्पष्ट रूप में कहां हुआ है कि आपको वहां पर कुछ पॉजिटिवली चार्जड ऑर्निथिन चाहिए जिससे लेमिनिन बेहतर इंटरेक्ट करेगा तो दूसरे शब्दों में जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप सबस्ट्रेट को और भी अधिक जटिल बना रहे हैं अब यह एक अडहियरिंग कंपोजिट बन गया है जिसमें एक लेयर बाय लेयर असेंबली है जिसे हम LBL असेंबली भी कहते हैं लेयर बाय लेयर ऑर्निथिन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि यह सबस्ट्रेट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है अब उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है तू डायमेंशन में ग्लास या पॉलीकार्बोनेट के ऊपर अपने सेल को ग्रो कर रहे हैं आपके विकल्प अधिकतर इन दो ही जो के दायरे में आते हैं या पॉलीकार्बोनेट अगर आप पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो वह पॉलीकार्बोनेट की 15 एमएम 90 एमएम या 60 एमएम डिश होंगी इसमें आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है आपको केवल इसे अपने एक्स वाई जेड प्रोटीन से कोर्ट कर देना है अगर आप एक पतली लैमिनिन स्लाइड का प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि अधिकांश सेल कल्चर में किया जाता है हम सेल को ग्लास की कवस लिप्स के ऊपर ग्रो करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे सीधा ग्लास कवर के ऊपर डाल देते हैं इसका कारण यह है कि अगर हमें इम्यूनोहिस्टोकेमेस्ट्री करनी है तो हमें कोई ऐसे करना होगा तो यह सब ग्लास कवर स्लिप से देखना ज्यादा आसान होगा खासकर ग्लास कवर स्लिप के साथ माइक्रोस्कॉपी करना अत्यधिक आसान हो जाता है तो आप केवल एक ग्लास लेते हैं और स्लाइड बना लेते हैं आप पूरा ग्लास लेकर इस तरह से एक स्लाइड बनाते हैं तो यह है यहां पर है और आप इस तरह से इसको देखते हैं तो अधिकांश काम इस प्रकार से होते हैं तो अब वापस आते हैं ग्लास के बारे में बात करते हैं तो आप जब भी लाख के साथ काम करते हैं तो आपकी लैब में ग्लास थोक में आते हैं वास्तव में हम कभी भी ग्लास का कोई टेस्ट नहीं करते तो वास्तविक जीवन में ग्लास के साथ काम करते हुए कुछ कठिनाइयां आती हैं खासकर कवर स्लीप के साथ अधिकांश ग्लास पर काफी तेल या ग्रीस लगी हुई होती है जो हमें दिखाई नहीं देती तो इस स्थिति में सबसे पहला कदम यह होगा सेल कल्चर के लिए ग्लास उपयुक्त है यह सुनिश्चित करने के लिए एक पदबंध तरीका है जिसका अनुसरण करना चाहिए और यह एक निश्चित प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है तो ग्लास को प्राप्त करने के बाद सबसे पहला कदम जो हमें लेना चाहिए वह यह है कि इसे रात भर के लिए साबुन के पानी में डुबोकर रखना चाहिए तो पहले ग्लास कवरस्लीप को ले और उन्हें बीकर में डालें ग्लास कवरस्लीप को साबुन के पानी में इस तरह से तिरछा खड़ा कर दें फिर अगले दिन आप उसे अच्छी तरह धोएंगे आप ग्लासेज को उसी बिकर के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 साफ करेंगे यह वह स्थिति है जहां पर आप वाकई में ग्लास कवर स्लिप के सरफेस क्यों एच कर रहे हैं तो आप इसे वास्तव में ज्यादा खुरदरा बना रहे हैं तो अनिवार्य रूप से HNO3 जो कर रहा है वह यह है क्यों ग्लास के ऊपर थोड़ी एचिंग कर देता है पुराने हिसाब से काम करने वाले कुछ और लोग हैं जो हाइड्रोजन फ्लोरिड का इस्तेमाल करते हैं जो कि HNO3 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है परंतु आप थोड़ा अधिक समय लगाकर आप अपने कार्य के लिए इसे उपयुक्त बना सकते हैं अब मैं यहां इस व्याख्यान को बंद कर दूंगा और हम इस बिंदु से गिलास ट्रीटमेंट के बारे में जारी रखेंगे ठीक है धन्यवाद